जहां तक मेमोरी चिप्स का संबंध है उन्हें दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक है रोम जो केवल मेमोरी रीड है दूसरा रैम है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये हम अपने डिजिटल लॉजिक कक्षाओं से जानते हैं अब जहाँ तक इस रोम और रैम चिप्स को नियंत्रित करने का संबंध माइक्रोप्रोसेसर या किसी अन्य सीपीयू से है इन चिप्स में सामान्य रूप से कई मानक लाइनें होती हैं ताकि उनका उपयोग इंटरफेसिंग के लिए किया जाए तो पहले एक एड्रेस लाइनें हैं तो ये एड्रेस पिन हैं अब यहाँ कई लाइनें होंगी जैसे कि अगर यह रोम या इस मेमोरी को कहे mxn मेमोरी मिली है तो यह है कि मेमोरी में m लोकेशन हैं और प्रत्येक लोकेशन n चौड़ा है मुझे उन लाइनों की संख्या की आवश्यकता है जो चिप के अलग अलग लोकेशन का चयन करने के लिए एड्रेस लाइन्स के रूप में काम करेंगे तो यह मेमोरी चिप के लिए एक इनपुट है तो इसी तरह मेरे पास आउटपुट होगा जो डेटा द्वारा दिया गया है तो इसे अक्सर एड्रेस बस के रूप में जाना जाता है और इस डेटा भाग को डेटा बस के रूप में जाना जाता है इसलिए इसमें n संख्याएँ वाली लाइन्स होती हैं इसलिए प्रत्येक लोकेशन को n बिट्स मिला है इसलिए मुझे उन n बिट्स मानों का डेटा प्राप्त करने के लिए पहचानने के लिए n लोकेशन की आवश्यकता है अब इसके अलावा कुछ अन्य कण्ट्रोल भी हैं जो वहां भी हैं जो हमें प्रोसेसर से मेमोरी चिप्स कनेक्ट करने में मदद कर सकते हैं हमारे पास मौजूद महत्वपूर्ण लाइनों में से एक चिप सेलेक्ट लाइन के रूप में जानी जाती है तो यह चिप सेलेक्ट लाइन है यदि यह चिप सेलेक्ट लाइन डिसेबल है तो यह मेमोरी डेटा बस में कोई आउटपुट नहीं डालती है मेमोरी कंटेंट डेटा बस में तभी उपलब्ध होगा जब चिप सेलेक्ट लाइन इनेबल्ड हो और यह एक्टिव हाई या एक्टिव लौ हो सकता है हमने जो कनेक्शन यहां दिखाया है वह एक्टिव हाई कनेक्शन के लिए है अगर आपके पास यहां एक बबल है तो इसका मतलब है कि एक्टिव लौ है इसलिए जब चिप सेलेक्ट लाइन 0 होती है तो चिप इनेबल्ड होती है अन्यथा यह डिसेबल्ड होती है और यह भी हम इस चिप पर या इस मेमोरी पर किस प्रकार का ऑपरेशन करना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है हमारे पास 2 और कण्ट्रोल लाइन्स होंगी एक को रीड कहा जाता है और दूसरे को राइट कहा जाता है रीड को आरडी के रूप में दर्शाया गया है और राइट को डब्ल्यूआर के रूप में दर्शाया गया है इस रीड और राइट के नियंत्रण के अधिकांश मामले एक्टिव लौ हैं यहां बबल हैं इसलिए हमें रीड बार और राइट बार के रूप में लाइनें मिलती हैं अब हम कुछ चिप्स ढूंढ सकते हैं जिन्हें एक से अधिक चिप सेलेक्ट लाइन मिले है उदाहरण के लिए चिप में CS1 हो सकता है कुछ अन्य चिप सेलेक्ट लाइन हो सकती है जिसे CS2 कहा जाता है CS1 और CS2 इनेबल होने पर चिप 2 संचालित होती है तो आउटपुट प्राप्त करने के लिए ये संकेत डिकोडिंग प्रक्रिया में सहायक होते हैं जब आप इस चिप को प्रोसेसर से जोड़ रहे हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उचित चिप का चयन करते हैं डिकोडर होना चाहिए जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा है तो डिकोडर डिजाइन सरल होगाअगर हमे कई चिप सेलेक्ट लाइन मिले है अब मेमोरी रीड बार के प्रकार और राइट बार के आधार पर उदाहरण के लिए एक रॉम के लिए रॉम पर सामग्री को राइट का कोई विकल्प नहीं है तो यह राइट बार लाइन रॉम के लिए नहीं होगा रैम में रीड बार और राइट बार लाइनें हैं लेकिन रॉम के लिए हमारे पास केवल रीड बार है आइए एक उदाहरण लेते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रोसेसर से कुछ मेमोरी चिप्स को जोड़ने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है हम एक उदाहरण लेते हैं जहां मुझे रोम के 8KB और 16KB रैम को सीपीयू के साथ जोड़ने की जरूरत है जिसमें 16 बिट एड्रेस बस मिली है अब 16 बिट एड्रेस बस का मतलब है एड्रेस 0 से 64k तक जा सकता है तो मैं 64k स्पेस मेमोरी को प्रोसेसर से कनेक्टकर सकता हूं रोम 0000h लोकेशन पर शुरू होगा जबकि यह रैम यह लोकेशन 8000h पर शुरू होना चाहिए तो यह रैम स्पेस और रोम स्पेस को अलग करने में हमारी मदद करेगा तो यह कई मामलों में उपयोगी है हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य के विस्तार के लिए हम सिस्टम और अधिक रोम डालना चाहें इसलिए अगर मैं सिस्टम से जुड़े रॉम और रैम के बीच कुछ गैप रखता हूं तो बाद में रॉम स्पेस का विस्तार कर सकूंगा यह आवश्यकता हो सकती है तदनुसार हम एक प्रणाली को डिज़ाइन कर सकते हैं जहां यह कनेक्शन उसी तरह होगा यह दिया गया है कि मेमोरी चिप जो इस रोम और रैम चिप्स दोनों है तो कहे वे आकार में 4 किलोबाइट हैं तो उनमें से प्रत्येक 4 किलोबाइट है तो एक साथ एक 8 किलोबाइट रॉम बनाते हैं इसलिए आपको दो ऐसे रॉम चिप्स की आवश्यकता है 16 किलोबाइट रैम बनाने के लिए हमें 4 ऐसे रैम चिप्स की आवश्यकता होती है तो यह सिस्टम कैसा दिखेगा अगर हम इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहते हैं तो मान लें कि पहले 2 चिप्स जो मैंने लगाए हैं वे रोम चिप्स हैं ये 2 रोम चिप्स हैं जो मैंने लगाए हैं हम इसे रोम 1 और रोम 2 कहते हैं इसलिए प्रत्येक रोम 4 किलोबाइट है जो 8KB बनाता है फिर 16KB रैम को चार ऐसे रैम चिप लगाकर बनाया जा सकता है जो इसे 16 किलोबाइट रैम स्पेसबनाता है इसलिए वे रैम 1 रैम 2 रैम 3 और रैम 4 हैं अब यह पक्ष मेरे पास प्रोसेसर है इस पक्ष में मेरे पास वह सीपीयू है जहां से मुझे वह एड्रेस बस और डेटा बस लाइनें मिल रही हैं क्योंकि प्रत्येक चिप 4 किलोबाइट है तो 4 किलोबाइट को संबोधित करने के लिए मुझे 12 बिट्स के एड्रेस की आवश्यकता होगी अलग अलग चिप्स के लोकेशन के बीच अंतर करने के लिए 12 बिट एड्रेस लाइने पर्याप्त होंगी तो एड्रेस बस से मैं A0 से A11 तक की लाइनें लेता हूं तो ये 12 बिट लाइनें अलग अलग चिप्स की एड्रेस लाइन पर जाती हैं इसी तरह डेटा बस जो हमारे पास है वह सभी चिप्स से जुड़ेगी तो डेटा बस 8 बिट है इसलिए डेटा बस सभी चिप्स से कनेक्ट होती है डेटा बस बईडायरेक्शनल और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है अब यह मूल कनेक्शन है अब मुझे चिप्स का चयन करना है तो चिप चयन के लिए हम जो करते हैं वह अड्रेस के अंतर में देखते हैं कि रोम 0000 से शुरू होता है तो यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट है तो यह एक 16 बिट संख्या है मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट 0 है और यहां यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट है पहला अंक मोस्ट सिग्नीफिकेंट अंक है यहां 1 होगा क्योंकि 8 का प्रतिनिधित्व किया जाएगा 1000 और उसके बाद 4 शून्य होगा तो इस तरह से 16 बिट नंबर जाएगा और मोस्ट सिग्नीफिकेंट डिजिट 1 है इसलिए हम इसका उपयोग रॉम स्पेस और रैम स्पेस के बीच अंतर करने के लिए करते हैं इन 2 रोमों के बीच अंतर करने के लिए हम इस प्रकार के गेट डालते हैं जहां यह लाइन A15 और A12 है इसलिए वे यहां से जुड़े हुए हैं तो A12 और A15 लाइन्स 0 होने के कारण यह कहेगी कि यह चिप सेलेक्ट से कनेक्ट होगी इस रोम चिप से ऑफ करने को तो यह इस रोम चिप का चिप सेलेक्ट है दूसरी रोम चिप का चयन किया जाएगा बशर्ते कि यह A15 लाइन 0 है लेकिन A12 1 है इस मामले में यह चिप सेलेक्ट उत्पन्न होगा और यह दूसरी रोम से जुड़ा होगा अब शेष रैम चिप्स के लिए हमने 2 से 4 डिकोडर लगाए हैं 2 से 4 डिकोडर के लिए हम इनपुट के रूप में लाइनों A12 और A13 लेते हैं इसलिए वे यहां आ रहे हैं और तदनुसार यह 4 आउटपुट उत्पन्न करेगा इन 4 आउटपुट को मैं रैम से कनेक्ट कर सकता हूं लेकिन मुझे यह चाहिए कि लाइन A15 जो कि 1 भी होनी चाहिए लाइन A15 को 1 के बराबर बनाने के लिए मुझे जो करने की जरूरत है मुझे इसे इस तरह से कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो यह रैम 1 के चिप सेलेक्ट पर जाना चाहिए इसी तरह दूसरे को इस तरह से जोड़ा जा सकता है ए 15 लाइन यह डिकोडर के इस आउटपुट के साथ समाप्त हो जाती है और यह दूसरी रैम चिप के चिप सेलेक्ट में जा रही है इसी तरह यह लाइन A15 डिकोडर के तीसरे आउटपुट के साथ समाप्त हुई है जो कि तीसरी चिप के चिप सेलेक्ट लाइन पर जाती है और यह A15 लाइन डिकोडर के चौथे आउटपुट के साथ समाप्त हुई है तो यह चौथी रैम चिप के चिप सेलेक्ट में जाएगा तो इस तरह से 2 से 4 डिकोडर का उपयोग करके हम इस रैम का उपयोग एड्रेस स्पेस 8000 के बाद में और ROM को एड्रेस स्पेस 0 के बाद में डालने के लिए किया जा सकता है पहली रोम के लिए एड्रेस सीमा क्या है तो रोम1 के लिए एड्रेस रेंज मूल रूप से 0000 से 1FFF है दूसरी रोम के लिए एड्रेस रेंज 2000 से 2FFF होगा चूंकि आप देखते हैं कि यहाँ फोल्डिंग होगा क्योंकि मैंने इस रॉम चिप्स को डिकोड करते समय लाइन A13 और A14 का उपयोग नहीं किया है इसलिए वे इसके परिणामस्वरूप फोल्डेड हो जाएंगे मुझे यह भी मिलेगा तो ये वास्तव में ये रोम चिप्स हैं इसलिए यह 1FFF है तो यह आपका 12 प्लस 13 बिट है इसलिए 13 बिट का मतलब 2 पावर 13 है तो यह मूल रूप से 8 किलोबाइट है तो यह 1FFF है तो यह पूरी रोम स्पेस है जो हमारे पास है और उसमें से यह रोम है तो यहां 8 k है उसमे पहले 4 प्रमुख लोकेशन में रोम1 पर होंगे और दूसरे 4 k लोकेशन वे रोम 2 से संबंधित होंगे अब वहाँ फोल्डिंग होगा जैसा कि मैं बता रहा था जैसे कि आप फिर से अगले एड्रेस की जगह पर आते हैं जैसे कि क्या होता है A13 और A14 लाइन्स वे 00 के रूप में लिए जाते हैं वे वहां ले जा रहे हैं जो उन्होंने इस आरेख में नहीं लिया है तो इस विशेष मामले में जो हो रहा है वह यह है कि A13 A14 00 के रूप में शेष है अब यदि A13 A14 मान 01 बनाता है तो आपको जो मिल रहा है वह एड्रेस सीमा 2000 से 2FFF है तो यह अगला एड्रेस स्पेस जो हमें मिल रहा है इसलिए यह मूल रूप से पहले एड्रेस स्पेस का एक फोल्डेड एड्रेस स्पेस है जो हमें मिला है तो ये 2 एड्रेस स्पेस समान हैं वे मेमोरी लोकेशन के एक ही सेट पर मैप करते हैं लेकिन फोल्डिंग के कारण वे आ रहे हैं और इसी तरह 2 बिट्स ए 13 ए 14 तो वे 1 0 हो सकते हैं और परिणामस्वरूप आपको फिर से वही एड्रेस स्पेस 4000 से 5FFF तक दोहराया जाएगा और जब ये 2 बिट्स 1 हो जाएंगे तो आपको 6000 से 7FFF तक दोहराया गया स्पेस मिल जाएगा आपको ये 2 4 6 कैसे मिल रहे हैं तो अगर मैं सिर्फ इस एड्रेस स्पेस के अंतिम 4 बिट्स संख्या 15 14 13 12 लिखता हूं अब रेम सिलेक्शन के लिए यह बिट हमेशा 0 है तो इसमें से बिट नंबर 2 बिट संख्या 12 तक है तो इनको रोम सिलेक्शन में उपयोग किया गया है अब यदि ये 2 बिट्स 00 हैं अब यह इस तक जा सकता है और अब यह बिट A0 से A12 तक भी शेष रह सकता है यह सभी 0 से सभी 1 तक भिन्न हो सकता है तो इस तरह से हमें पहला एड्रेस स्पेस मिलता है जो 0000 है यह स्थिति तक जा सकता है जहां ये बिट्स 0 रहते हैं लेकिन यह 1 है तो इस तरह से जब यह A12 बिट 0 होता है तो यह पहली रोम से बिखर जाता है जब यह A12 बिट 1 होता है तो यह दूसरी रोम से बिखर जाता है तो इस तरह यह इस पूरे एड्रेस स्पेस जेनेरेट कर रहा है तो यह पहला 0 जो हमारे यहाँ है यह यहाँ इस 4 बिट 0000 के समान है और यह पहला 1 जो हमारे यहाँ है तो यह यहाँ 1 से मेल खाती है और अब अगर हम A13 A14 की अगली सेटिंग के लिए जा रहे हैं तो यह 0 1 है इसलिए यह बिट 0 है इसलिए यह मान मूल रूप से 2 है इसलिए आप देखते हैं कि यह अगला एड्रेस स्पेस 2000 से शुरू होता है और ऊपर जाता है और 2FFF तक जाता है जहां ये बिट्स 01 हैं और फिर यहाँ तक जा सकता है इन सभी मूल्यों पर यह सभी 1 मानों तक जा सकता है तो इस तरह यह इस 2FFF विन्यास तक जा सकता है तो इस तरह से यह रोम चिप और रैम चिप वे कनेक्ट हो सकते हैं अब अगर आप रैम स्पेस में देख रहे हैं यदि आप रैम स्पेस में देख रहे हैं जो हमने यहाँ कनेक्ट किया है तो इस रैम में एड्रेस रेंज 8000 और BFFF होगा में पहला अड्रेस स्पेस के रूप में एक और फोल्ड किया गया एड्रेस स्पेस होगा जो C000 से FFFF है इसलिए यह फोल्डेड एड्रेस स्पेस है तो यहां एक फोल्डिंग है और यह फिर से निर्देशित है इस सिलेक्शन लाइन A15 में A12 A13 का उपयोग किया गया है लेकिन केवल A14 लाइन का उपयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए यदि आप A14 के मान को केवल 0 या 1 रखते हैं तो जब A14 मान 0 है तो आपको पहली एड्रेस रेंज मिलती है और जब A14 मान 1 है तो दूसरी एड्रेस रेंज करें तो यह मान तब आएगा जब A14 0 के बराबर होगा और यह एड्रेस रेंज तब आएगी जब A14 1 के बराबर होगा इसलिए इस तरह से आप रोम और रैम चिप्स को सिस्टम से इंटरफ़ेस कर सकते है मेमोरी मैप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं आपकी प्रणाली में अगला एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे जो हमारे पास है जो इस माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर के लिए एक बल से मिलेंगे जो कि रजिस्टरों की अवधारणा है इसलिए पिछली कक्षा में मैंने रजिस्टरों की अवधारणा पेश की है और मैंने कहा कि एक रजिस्टर एक सेक्वेंसीअल तत्व है और यह कुछ बिट्स के मूल्यों को संग्रहीत करता है और इन मूल्यों को विभिन्न तरीकों से संग्रहीत किया जा सकता है तो मेरे पास एक 4 बिट रजिस्टर हो सकता है तो यह एक 4 बिट मूल्य संग्रहीत कर सकता है अब आवश्यकता यह है कि इन 4 बिट्स जिसके के बारे में हम बात कर रहे हैं ये 4 बिट्स पैरेलल लोड किए जा सकते हैं या यदि यह 4 बिट रजिस्टर है फिर ये 4 बिट्स एक पैरेलल लोड हो सकते हैं या ये 4 बिट्स एक समय में क्रमानुसार एक बिट लोड हो सकते हैं तो एक पैरेलल लोड और अन्य संयोजन हैं जो मेरे पास हो सकते हैं एक सीरियल लोड है दोनों संभव हैं इसी तरह मेरे पास एक ही रजिस्टर होने के बजाय कई ऐसे रजिस्टर हो सकते हैं मुझे कई ऐसे रजिस्टर मिले हैं अब मुझे उनके आउटपुट एक सामान्य लाइन पर आने के लिए आवश्यकता है जिसे हम रीड बस कहते हैं इसलिए वे आउटपुट बस से जुड़े हुए हैं अब किसी भी समय मैं यह चाह सकता हूं कि केवल एक ही रजिस्टर का आउटपुट उपलब्ध हो और अन्य का नहीं तो इस प्रयोजन के लिए मुझे जो आवश्यकता है इन रजिस्टरों की उनका एक और कण्ट्रोल होना चाहिए जो आउटपुट इनेबल है और जब यह आउटपुट इनेबल सिग्नल दिया जाता है तो केवल रजिस्टर का आउटपुट बस में उपलब्ध होना चाहिए तो यह बस है इसी तरह से अलग आउटपुट इनेबल लाइन मिली है इसलिए जब भी कण्ट्रोल दिया जाता है तो केवल आउटपुट बस पर उपलब्ध होना चाहिए अन्यथा नहीं इसी तरह जब मैं इस रजिस्टर में इनपुट फीड कर रहा हूं तो मैं उन्हें एक ही 4 बिट बस से फ़ीड कर सकता हूं और एक अलग सिग्नल हो सकता है जिसे हम लोड कहते हैं तो एक लोड सिग्नल हो सकता है और इस लोड सिग्नल का उपयोग करके मूल्यों को रजिस्टर में लोड किया जाना चाहिए इसलिए यदि मैं इस इनपुट बस पर एक मूल्य रखता हूं और पहले रजिस्टर को लोड सिग्नल देता हूं तो मूल्य को पहले रजिस्टर में लोड किया जाना चाहिए यदि मैं दूसरे रजिस्टर को लोड सिग्नल देता हूं तो मूल्य को दूसरे रजिस्टर में लोड किया जाना चाहिए तो उस तरह की सुविधा की आवश्यकता हैं तो हम बहुत आसानी से इस तरह के एक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं जहां ये व्यक्तिगत चरणों में व्यक्तिगत रजिस्टरों को लोड और आउटपुट कण्ट्रोल लाइन इनेबल कर सकते हैं तो अंततः मेरे पास एक रजिस्टर कुछ इस तरह से होगा अगर यह 4 बिट रजिस्टर है तो मुझे लाइन को पैरेलल लोड करने की सुविधा होनी चाहिए या मेरे पास 1 बिट सीरियल इनपुट हो सकता है या मेरे पास 4 बिट पैरेलल आउटपुट हो सकता है या मेरे पास एक एकल बिट सीरियल आउटपुट हो सकता है तो यह एक सीरियल आउटपुट है जिसमें सिंगल बिट सीरियल आउटपुट हो सकता है और इसके अलावा मुझे इस तरह का कण्ट्रोल होना चाहिए कि क्या मैं एक पैरेलल लोड चाहता हूं इसलिए यह लोड सिग्नल है तो यह सामान्य रूप से पैरेलल के लिए खड़ा है या मेरे पास सीरियल लोड के लिए है तो कण्ट्रोल सिग्नल को आम तौर पर शिफ्ट कहा जाता है यह सीरियल लोड होता है इसे शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि इस रजिस्टर में 4 स्टेजेस होते हैं फिर जब आप अगले मूल्य को सीरियल रूप से लोड कर रहे होते हैं तो यहां पिछले मूल्य जो यहाँ था अगली स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है यह अगले के लिए चला जाता है और यह मान अंतिम मूल्य खो जाता है या यह सीरियल आउटपुट पर उपलब्ध है तो इसे शिफ्ट आउटपुट शिफ्ट कंट्रोल या सीरियल कंट्रोल के रूप में जाना जाता है तो ये कण्ट्रोल लाइन्स हैं जो मुझे रजिस्टर में होनी चाहिए अब इस तरह के एक सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाए तो वह देखेंगे तो रजिस्टर के इस व्यक्तिगत चरण में चार डी प्रकार फ्लिप फ्लॉप शामिल हैं तो हमें वहां d और q लाइनें मिल गई हैं अब मुझे जो चाहिए वह है अगर सीरियल शिफ्टिंग है तो मुझे सीरियल वैल्यू देनी चाहिए और उसमें शिफ्ट होना चाहिए इसलिए D के लिए 1 इनपुट इस सीरियल इनपुट से आ सकता है सीरियल इनपुट और शिफ्ट कंट्रोल दूसरी संभावना यह है कि मैं इसे पैरेलल लोड कर रहा हूं तो अब इसे पैरेलल लोड करने के लिए मेरे पास यह पैरेलल इन होना चाहिए और लोड कण्ट्रोल और जो भी कण्ट्रोल दिया गया है उस पर निर्भर करता है इसलिए मेरे पास एक OR गेट हो सकता है जो वे इस d फ्लिप फ्लॉप से जुड़ सकते हैं और आउटपुट भाग के लिए मेरे पास 2 आउटपुट हो सकते हैं पैरेलल आउटपुट और सीरियल आउटपुट तो इस मामले के लिए तो मेरे पास 1 और गेट यहां हो सकता है जहां यह मान आ रहा है और दूसरा मान जो है वह आप रीड कह सकते है यदि मैं रीड सिग्नल देता हूं तो यह पैरलल आउटपुट है और अगर मैं शिफ्ट सिग्नल देता हूं तो यह सीरियल आउटपुट होगा तो यह वही है जो हम देख रहे हैं और क्लॉक सिग्नल वहा होगा सब कुछ एक क्लॉक के साथ सिंक्रनाइज़ है अब अगर आप 2 चरणों को जोड़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि मैं उस रजिस्टर के केवल 2 चरण दिखा रहा हूं हालांकि ऐसे 4 चरण हो सकते हैं तो मैं सिर्फ 2 चरणों को दिखा रहा हूं अब यह पैरेलल इनपुट लाइन है तो हालांकि यह इतना है कि वहाँ 4 लाइनें हैं तो इसमें से जो पहली 2 लाइनें मैं दिखा रहा हूं वहां 2 और लाइनें हैं जो अगले चरणों से जुड़ी होंगी जो यहां नहीं दिखाई गई हैं तो यह 4 बिट पैरेलल इनपुट है जिसमें से पहला बिट पहले फ्लिप फ्लॉप से जुड़ा है दूसरा बिट उस तरह से दूसरे फ्लिप फ्लॉप से जुड़ा है लेकिन सीरियल इन तो पहला बिट सीधे जुड़ा हुआ है तो यह सीरियल इन है और इस फ्लिप फ्लॉप के सीरियल आउटपुट को अगले फ्लिप फ्लॉप के सीरियल से जोड़ा जाना चाहिए पहले फ्लिप फ्लॉप के सीरियल आउटपुट को अगले फ्लिप फ्लॉप के सीरियल से जोड़ा जाता है फिर मुझे पैरेलल आउटपुट लाइन की भी आवश्यकता होगी तो यह पैरेलल आउटपुट लाइनें इन व्यक्तिगत फ्लिप फ्लॉप से ली जाएंगी और उन्हें इसमें ले जाया जाएगा वे क्रमिक चरणों से आने वाले इस 4 बिट आउटपुट को बनाएंगे वे 4 बिट आउटपुट पैरेलल आउटपुट को बनेयेंगे और अंतिम फ्लिप फ्लॉप के लिए यह सीरियल आउटपुट कि हमारे पास जो कुछ भी है वह शिफ्टआउट तो यह सीरियल आउटपुट शिफ्ट आउटपुट होगा अब इस तरह के अन्य कण्ट्रोल लोड कण्ट्रोल और शिफ्ट कण्ट्रोल वे सभी चरणों को दिया जाना चाहिए ऑपरेशन करने के लिए क्लॉक सिग्नल सभी चरणों को दिया जाना चाहिए फिर यह संरचना एक रजिस्टर के रूप में व्यवहार करेगी जहां आप मूल्य को पैरेलल लोड कर सकते हैं या आप मूल्य को सीरियल लोड कर सकते हैं आप एक पैरेलल आउटपुट ले सकते हैं या आप एक सीरियल आउटपुट ले सकते हैं इसलिए जब हम इन रजिस्टरों को माइक्रोप्रोसेसरों के अंदर शामिल कर रहे हैं उन सभी कार्यों की आवश्यकता है